त्वरित आवेश के द्वारा विकिरण II अभी तक हमने यह स्थापित किया कि जब एक आवेश एक क्षेत्र को त्वरित करता है या इसके त्वरण के अनुसार यह गति c से प्रसारित होता है तब इसका एक विद्युत क्षेत्र होता है जो यह हैइसका एक स्पर्श रेखीय घटक होता है इसके सारे घटक प्रसार की दिशा के लंबवत होते हैं इस व्याख्यान में हम यह दिखाने जा रहे हैं कि यह क्षेत्र वास्तव में 1r पर निर्भर करता है और 1r 2 शक्ति बाहर लाता है अर्थात यह वास्तव में एक विकिरण क्षेत्र है तो चलिए मुझे एक साफ चित्र बनाने दीजिए अब केवल बल की एक रेखा पर ध्यान देते हैं तो यह मेरा आंतरिक गोला हैयह मेरा बाहरी गोला हैयहां बाद में मेरा आवेश है यहां शुरुआत में आवेश है यह शुरुआत में क्षेत्र रेखा हैयह बाद में क्षेत्र रेखा है और मैं इन्हें जोड़ जोड़ दूंगा और यह आवेश q इस तरह जा रहा है और इसने एक रेडियल घटक बना दिया है और यह निश्चित रूप से स्पर्श रेखीय घटक और रेडियल घटक हैं यह E हैं इसे Et कहते हैं और दूसरे बल को Er चलिए यह वह कोण जहां से मैं क्षेत्र का निरीक्षण करता हूं और जहां त्वरण की दिशा है वह θ है मुझे पुनः इन रेखाओं को जोड़ने दीजिए या दूसरी रेखा मैं इस तरह से जोड़ता हूं मेरे पास E और यह दूरी c 𝝉 है और मुझे इस दूरी की भी जरूरत है तो चलिए देखते हैं अब मेरे पास Er Et जो tan𝞪 के बराबर है जहां 𝞪 कोण है Er Et tan𝞪 यह tan𝞪 भी समान है क्योंकि दूरी c𝝉यहां दूरी से विभाजित है जिसे मैं यहां पर अगले लाल के द्वारा दिखा रहा हूं जो कि वही दूरी है चलिए इसे हम cc𝝉d कहते हैं अब मैं d की गणना करूंगा मुझे इस चित्र को नीचे ले जाने दीजिए और दिखाने दे कि यह d है यह कोण θ है यह दूरी vt नीचे की दूरी है यदि यह θ हैतो यह भी θ होगा इसलिए मेरे पास dvt sinθ के बराबर है जो यह बताता है कि d vtsinθ इसे इस तरह बदलने पर मुझे ErEtc𝝉vt sin θमिलता है जो मुझे EtErvt sinθc𝝉 देता है इसलिए हमें एक काम करने का सूत्र मिला है जिसके साथ हम काम करना शुरू करते हैं इसलिए हमें E t मिला है जो Er vt sincके बराबर है यहां मैं पुनः इस चित्र को बनाता हूंयह आंतरिक गोला हैयह बाहरी गोला और क्षेत्रीय रेखाएं इस तरह की हैं यह Et है और यह Er है अब क्योंकि v 𝜏 त्वरण है इसलिए मैं इस सूत्र को Er at sincलिख सकता गोसप के द्वारा मेरे पास Er40r2t2जहां rc𝞃 है इसलिए मैं इसको ऐसे काट सकता हूं और इसे इस तरह से लिखूंगा की c2t2q0 इसलिए E r q40c2t2और यह तुरंत मुझे Etqat sin 40c2t2cदेगा अब इनमें से एक t रद्द हो जाएगा और पुनः c tr लिख दूंगा क्योंकि r वह दूरी है जहां तक विद्युत क्षेत्र का स्पर्श रेखीय घटक पहुंचता है और मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं Et qa sin 40rc2 ध्यान दें हमने वह प्राप्त कर लिया है जिसे हम ढूंढ रहे थे हमें पता चल गया है कि स्पर्श रेखीय विद्युत क्षेत्र 1r के अनुपातिक है यह स्पर्श रेखीय घटक और बाकी के चर कितना दूर आए हैं तो इस स्थिति में हमें यह मिला है कि E t qa sin 40rc3 यदि मैं इस आवेश की तरफ देखता हू जिसे इस दिशा में त्वरण दिया गया है यह स्पर्श रेखीय क्षेत्र बनाता है जो यहां 0 है sin θ यहां 2 पर अधिकतम हैयहां बहुत ज्यादा है त्वरण के विपरीत दिशा में यहां कम है और कम यहां और कम है और इस जगह पर θ 0 पर जीरो हो जाता है दूसरी तरह से दूसरी तरफ बहुत ज्यादा है और पुनः 0 होकर नष्ट हो जाता है अब पॉइंटिंग वेक्टर या Bt के बारे में क्या मैंने पहले ही देखा है कि Bt Et c और इसलिए यह qA sin40c3होगा पॉइंटिंग वेक्टर S जो कि रेडियली बाहर की तरफ होगा वह 120E2c होगा जो कि 10के बराबर होगा इसलिए यह 120E2c जो q2A2 sin2160c4r2है इसलिए पॉइंटिंग वेक्टर का परिमाण और दिशा रेडियली बाहर की तरफ होती है मैं एक 0 को रद्द कर दूंगा एक c को भी रद्द कर दूंगा यहc3हो जाएगाअब यह ½ भी नहीं रहेगा क्योंकि मैं औसत नहीं ले रहा हूं क्योंकि हार्मोनिक एक स्वभाव के कारण यह ½ यहां नहीं रहेगा और यह q2A2 sin2160c3r2 के बराबर होगा तो आप देखते हैं कि विकीरित शक्ति 1r2 की तरह जाती है जो बहुत संतुष्टि दायक है क्योंकि इस तरह से एक बिंदु स्त्रोत से शक्ति बढ़ती है चलिए अब देखते हैं कि क्या होता है यदि मैं एक बिंदु आवेश लेता हूं और इस बिंदु आवेश q को आगे पीछे गति कर आता हूं जिससे यह दोलन गति करता है हार्मोनिक दोलन गति तो हमने पहले ही देखा है कि Sq2a2160c3 sin2r2है इस स्थिति में ax है जहां x कुछ नहीं बल्कि कुछ परिमाण sin ⍵t जो 2Asin2t होगा और इसलिए एक दोलन करते हुए आवेश के द्वारा विकीरित ऊर्जा q24A21620 c3sin2t sin2r2के बराबर होती है औसत ऊर्जा का मतलब है कि हम इसका एक चक्र के लिए समाकलन करते हैंताकि हम सिर्फ यह निरीक्षण करें कि आवृत्ति बहुत ज्यादा है इसके कारण मुझे 12 का भाग मिलेगा यह गलती पहले की थी जब मैंने ½ भाग लिखा था इसलिए यह मुझे q24A21620 c3 sin2r2देगा यह दोलन करने वाले आवेश की औसत शक्ति है यह दोलन आवेश क्योंकि केंद्र से दूर जाता हैयह एक द्विध्रुव बनाता हैजो qx के बराबर होगा इसलिए मैं एक दोलन करते हुए द्विध्रुव के बारे में सोच सकता हूं जो मुझे विकिरण दे रहा है विकिरण द्विध्रुव के लंबवत दिशा में अधिकतम होती है और द्विध्रुव की दिशा में यह 0 होती है कुल विकिरित शक्ति के बारे में क्या कुल विकिरित शक्ति होगीयह s q24A2320 c3sin2r2है जो कि कुछ नहीं बल्कि शक्ति प्रति इकाई क्षेत्र है इसलिए कुल शक्ति होगीq24A2320 c3sin2r2ddr2 ध्यान रखें कि यह क्षेत्र r की दिशा में है अब r2रद्द हो जाएगा यहांका फेज अंतर नहीं है इसलिए 2बाहर आ जाएगा और इसका समाकलन होगा यह q24A2320 c32sin2हो जाएगा मैं sin2 को d cos लिख दूंगा जो 1 से 1 तक जाएगा हल करने पर यह मिलेगा इसलिए यह q24A2160 c31 cos2dहोगा इसलिए यहq24A2120 c3के बराबर होगा यहां अनुपस्थित है यदि आप इस सूत्र पर वापस जाएं तो यहां 2था और इसलिए यहां 2 होगायहां 2 होगा इसलिए यहां 2 होगायहां 2 होगा तो अंत में मेरे पास 12 है यह आगे पीछे दोलन करने वाले आवेश की कुल विकिरित शक्ति है द्विध्रुव संवेग है pqa यदि यह आगे पीछे दोलन करता है तो आपके पास समय निर्भरता sint है जो यहां द्विध्रुव देता है इसे विकिरण का लेमड़ा सूत्र कहते हैं तो मैंने इस व्याख्यान में जो दिखाया वह बहुत गुणात्मक है क्षेत्र रेखाएं बनाना और इस तरह की चीजें जैसे एक त्वरित आवेश क्षेत्र बनाता है जो कि प्रसार की दिशा के लंबवत होता है यह 1r से बढ़ता है और यही विकिरित क्षेत्र होता है अब कल्पना करिए कि जब यह आवेश आगे पीछे जाता है तब क्या होता है यदि यह आगे पीछे जाता है तब कभी कभी क्षेत्र एक दिशा में होता है कभी कभी यह दूसरी दिशा में होता है जैसे जैसे तरंग प्रसारित होती है क्षेत्र इस तरह ऊपर नीचे जाता है और यह हारमोनिक तरंग बाहर जा रही है